अभिवादन और TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 2 में आपका स्वागत है TALG जनरल प्रोग्राम्स में टीचिंग और लर्निंग है हमने यूनिट 1 में देखा है वर्तमान संदर्भ में कॉलेजों या विभागों को मान्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए कई उल्लिखित परिणामों को पूरा करने के लिए अपने UG और PG कार्यक्रमों को डिजाइन और संचालित करने की आवश्यकता है इसलिए आउटकम्स के उल्लिखित सेट को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है और एक अच्छे स्नातक के कई महत्वपूर्ण लक्षण होने चाहिए इसके अलावा एक या अधिक विषयों में ज्ञान होना चाहिए यह वही है जो हमने किसी अच्छे स्नातक की विशेषताओं को प्रस्तुत किया है और अभी हमारी वर्तमान इकाई मुख्य रूप से शब्दों एजुकेशन और टीचिंग का पता लगाने की कोशिश करेगी क्योंकि आप सभी शिक्षक होने जा रहे हैं या संभावित शिक्षक हैं उस क्षेत्र विशेष की शब्दावली से परिचित होना चाहिए सबसे पहले आपको एजुकेशन से क्या मतलब है आपको टीचिंग से क्या मतलब है कि वे इस शिक्षण में औपचारिक रूप से परिभाषित हैं यह क्यों जरूरी है आम तौर पर एक मास्टर प्रोग्राम या पीएचडी के स्नातक शिक्षक बन जाते हैं और वे शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं के संबंध में वास्तव में किसी भी प्रशिक्षण का अधिग्रहण नहीं करते हैं यही कारण है कि हम में से कई शिक्षक बहुत ही अस्पष्ट रूप से कभी कभी सटीक कभी कभी कुछ शब्दों का विनिमेय तरीके से उपयोग किए जाते हैं उस स्थिति में जब हम में से दो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि हम वास्तव में क्या संवाद कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दिए गए शब्द को अलग तरीके से समझ सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द जाहिर है एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन शब्द ही है आइए हम देखें कि क्या है एजुकेशन अपने व्यापक अर्थों में किसी भी कार्य या अनुभव को संदर्भित करती है जिसका किसी व्यक्ति के दिमाग चरित्र या शारीरिक क्षमता पर प्रारंभिक प्रभाव पड़ता है जो कुछ भी तुम करते हो जैसे मैं एक ट्रेक पर जाना चाहता हूं कोई आपको बताता है कि आपको क्या चाहिए यह पहनें जो आपको करने की आवश्यकता है और वास्तव में आप वहां ट्रेक पर जाएं इसका मतलब है यह बहुत औपचारिक सेटिंग में जरूरी नहीं है और यह भी होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जैसा कि हम अपने सहयोगियों के साथ नौकरी के दौरान घर पर दुनिया के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं या जब हम शहर में बाहर जाते हैं या यात्रा हम लगातार बाहरी दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं हमें अनुभव मिल रहे हैं और उन अनुभवों का आप पर प्रभाव है और इस हद तक आप जीवन भर शिक्षित हो रहे हैं जिस दिन से आप मृत्यु के लिए पैदा हुए हैं उसी दिन से आप बाहरी दुनिया या कभी कभी आंतरिक दुनिया का भी लगातार अनुभव कर रहे हैं और फिर आप लगातार सीख रहे हैं फिर एजुकेशन क्या है लेकिन अब हम एजुकेशन को तकनीकी अर्थ में देख रहे हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को इच्छानुरूप प्रसारित करता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसके संचित ज्ञान मूल्य और कौशल है अब संचित ज्ञान इतना विशाल हो गया है हम विशेषज्ञता हासिल करना शुरू करते हैं या हमने लंबे समय पहले से विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया है अब वे विशेषज्ञताएं बढ़ती जा रही हैं और यही कारण है कि हमारे पास अधिक से अधिक औपचारिक कार्यक्रम हैं इसलिए जिस तरह से हम इस संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं वह एजुकेशन इच्छानुरूप सीखने से संबंधित है स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की तरह इच्छानुरूप सीखना इसलिए स्कूल तय करेगा कि आपको किन चीजों को सीखने की जरूरत है और यह वह एजुकेशन है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं एजुकेशन इच्छानुरूप सीखने वाली है अब मुद्दा आता है तो किसी और व्यक्ति का निवास है कि वह क्या है जो आपको सीखना चाहिए इसलिए आप लोगों को बुद्धिमानी से शिक्षित करने के लिए सवाल पूछना शुरू करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम उन्हें बनने के लिए क्या शिक्षित करते हैं और यह इस प्रकार है यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की राय और मतभेद हो सकते हैं और लोगों का छोटा समूह निर्णय करेगा क्या पढ़ाया जाए कैसे पढ़ाया जाए कैसे मूल्यांकन किया जाए और अधिकांश लोग इससे कैसे खुश हो सकते हैं तो यह किसी भी देश में राष्ट्रीय स्तर का एक संवाद बन जाता है और जैसा कि आप पिछले कुछ वर्षों में हो रही चीज़ों से देखेंगे लगातार ऐसे बदलाव आ रहे हैं जैसे कि शिक्षित कैसे होना है और कैसे करना हैI इसलिए जब आप शिक्षित करने के लिए आते हैं तो वह मुद्दा है जिसे आप संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पूछना आवश्यक है कि जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है और यह किस प्रकार का जीवन होना चाहिए जिस क्षण आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं यह उस आवश्यकता की ओर जाता है जो शिक्षा को दार्शनिक रूप से मानती है अब अचानक यह एजुकेशन फिलॉसफी बन जाता है कोई भी शिक्षक वास्तव में एजुकेशन फिलॉसफी में माहिर नहीं होता है जब तक कि आप केवल शिक्षा में विशेषज्ञता नहीं रखते हैं लेकिन इस बात के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है कि हम वास्तव में किस तरह के दार्शनिक ढांचे का संचालन कर रहे हैं कभी कभी हम किसी चीज से खुश नहीं होते हैं किसी को यह जानने की जरूरत होती है कि हम उससे खुश क्यों नहीं हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यह किस संदर्भ में उचित है इसलिए एजुकेशन फिलॉसफी वहां महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन कम से कम संवेदनशील होने की जरूरत है हर कोई एजुकेशन फिलॉसफी में विशेषज्ञ नहीं हो सकता है इसमें शिक्षा के लिए औपचारिक दर्शन का आवेदन शामिल है तो यह क्या है कि हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता है तो दर्शन स्वयं एक स्कूल नहीं है यह वर्गीकरण फिर से अद्वितीय नहीं है तो एक प्रकार का वर्गीकरण यह पांच है आइडियलिज्म रियलिज्म प्रगमतिस्म एक्जिस्टेंशलिज्म और एनालिसिस इसे आप वर्गीकरण के पश्चिमी तरीके से थोड़ा अधिक कह सकते हैं इसे भारतीय दर्शनशास्त्रों के वर्गीकरण के तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि भारतीय दर्शनशास्त्र भी एक नहीं है कई हैं अब एक विशेष दर्शनशास्त्र को प्रगमतिस्म कहते हैं क्योंकि इसका कारण पश्चिम है इसलिए प्रगमतिस्म मोटे तौर पर दार्शनिक ढांचा है जिसमें शिक्षा की योजना बनाई जा रही है और उसे लागू किया जा रहा है तो प्रगमतिस्म क्या कहती है यह एक व्यावहारिक और उपयोगितावादी दर्शनशास्त्र है यह कुछ बहुत ही अस्पष्ट सवालों को नहीं छोड़ता है और कहता है कि हम निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं यह एक व्यावहारिक और उपयोगितावादी दर्शनशास्त्र है कोई भी स्थापित विचार नहीं है जो हर समय के लिए सही होगा इसलिए कोई व्यक्ति पूर्ण विचारों की तलाश नहीं कर रहा है और यह भी विश्वास करेगा कि कुछ व्यावहारिकता का मानना है कि कुछ समय के लिए कुछ भी सच नहीं होगा प्रगमतिस्ट व्यक्ति योग्यता और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा चाहते हैं प्रगमतिस्म सभी लोगों पर एक ही प्रकार की शिक्षा को लागू नहीं करना चाहती है व्यक्ति को उसके झुकाव और क्षमताओं को पूरा करने के लिए सम्मान और शिक्षा की योजना होनी चाहिए यह गतिविधि को सभी शिक्षण और सीखने का आधार बनाता है जो वास्तव में शिक्षा के लिए वर्तमान दृष्टिकोण के अनुरूप है लेकिन यह मोटे तौर पर प्रगमतिस्म का ढांचा है यह केवल एक नमूना देना है हम प्रगमतिस्म के दर्शनशास्त्र के साथ यहाँ विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं उच्च शिक्षा का उद्देश्य की बात करते हैं जब हम उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर 10 प्लस 2के बाद की गतिविधि को बोलते हैं इसका मतलब है 12 कक्षा के बाद इसे उच्च शिक्षा कहते हैं और उच्च शिक्षा स्नातक डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ अनुसंधान डिग्री का उल्लेख करेंगे सभी को उच्च शिक्षा माना जाता है और जैसा कि हमने कहा कि डिग्री स्तर की शिक्षा का प्रभुत्व एक विचार प्राप्त करने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आप भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक संचालन में 400 लाख या उससे अधिक छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं तो संख्या बहुत बहुत विशाल हैं और जब आप सामान्य कार्यक्रमों में आते हैं तो प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य यह नहीं हो सकता है कि मैं एक स्नातक कार्यक्रम को पूरा करने की योजना बना सकता हूं जिसमें कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं हो सकती हैं जैसे कि लक्ष्य से बहुत अलग हो सकता है भले ही आप एक संस्थान में BA में अर्थशास्त्र लेते हों किसी अन्य संस्थान में प्रस्तावित BA अर्थशास्त्र के समान नहीं होगा यह काफी अलग हो सकता है हालांकि एक विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में हर किसी को एक ही बात का पालन करना होगा जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह केवल भारत में होता है जहां आपके पास कुछ सौ कॉलेज हैं जो एक विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और सभी कार्यक्रमों को उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में BA सभी संबद्ध कॉलेजों में की पेशकश व्यावहारिक रूप से समान होगी इस तरह की आवश्यकता दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी BA अर्थशास्त्र और BA समाजशास्त्र यदि आप उन्हें आउटकम्स की तुलना करते हैं तो उन कार्यक्रमों का उद्देश्य सार्वभौमिक नहीं है मैं अपने तथाकथित BA को समाजशास्त्र में फिर से परिभाषित कर सकता हूं सामान्य कार्यक्रमों में पहली बात यह है कि उद्देश्य सार्वभौमिक नहीं हो सकता इसलिए कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इन उद्देश्यों की पहचान करनी होगी जिन्हें हम प्रोग्राम आउटकम्स के रूप में बुला रहे हैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं हालांकि वे एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न नहीं होंगे उदाहरण के लिए हमने देखा है कि एक अच्छे स्नातक के पास कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम पिछली इकाई में खोजते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं तो कोई भी स्नातक संभवतः इनमें से हां कहेगा आप अधिक जोड़ देंगे या आप थोड़ा और संपादित करेंगे तो इस हद तक यह प्रोग्राम आउटकम्स एक संस्थान से दूसरे संस्थान के लिए अलग नहीं होगा लेकिन प्रत्येक संस्थान को अपने स्वयं के प्रोग्राम आउटकम्स को परिभाषित या पहचानना होगा अब जब हम अगली इकाई में जाते हैं तो हम इस प्रोग्राम आउटकम्स को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे अब आइए हम इस बात पर विचार करें कि टीचिंग क्या है टीचिंग ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया है हम टीचिंग को दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया कहते हैं आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं हां कई प्रक्रियाएं हैं यह करने के कई तरीके हैं जो टीचिंग खोज करती है टीचिंग लोगों की ज़रूरतों के अनुभवों और भावनाओं में भाग लेने और हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है ताकि वे विशेष चीजें सीख सकें जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया में स्मिथ द्वारा परिभाषित कुछ हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी टीचिंग में हस्तक्षेप शामिल है अब ये हस्तक्षेप क्या हैं हस्तक्षेप आमतौर पर पूछताछ का रूप लेते हैं आप एक छात्र से कुछ पता लगाने के लिए पूछते हैं कि वह किस स्थिति के बारे में बात कर रहा है उसके पास क्या ज्ञान है प्रश्न करना सुनना जानकारी देना कुछ घटना की व्याख्या करना एक कौशल या प्रक्रिया का प्रदर्शन करना एक छात्र की समझ और क्षमता का परीक्षण करना और सीखने की सुविधा प्रदान करना ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जो हस्तक्षेप का गठन करती हैं और इन सीखने की गतिविधियों पर ध्यान दिया जा सकता है चर्चा असाइनमेंट लेखन और सिमुलेशन हम निर्देश से संबंधित मॉड्यूल में इनका पता लगाएंगे तो यह टीचिंग है कृपया ध्यान दें कि टीचिंग दूसरों को ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करने की एक प्रक्रिया है और यह एक फील्ड टीचिंग है एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग एक सदी के लिए विचाराधीन है तो उस हद तक यह बहुत विस्तार से पता लगाया गया है और विचार के कई स्कूल मौजूद हैं तो आइए हम उनमें से कुछ को केवल इस दृष्टिकोण से देखें कि इतने सारे मॉडल मौजूद हैं अब टीचिंग के कौन से मॉडल हैं टीचिंग मॉडल शिक्षकों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं इसका मतलब है एक बार जब मैं टीचिंग के एक विशेष मॉडल को उठाता हूं जो मुझे लगता है कि मेरे छात्रों के समूह के लिए उपयुक्त है जिस तरह के विषय मैं अपने संदर्भ में पढ़ा रहा हूं यदि मैं टीचिंग का एक विशेष मॉडल चुनता हूं तो यह मुझे सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करेगा और यह मुझे केंद्रित शैक्षिक अनुभवों को सीखने की योजना बनाने में भी मदद करेगा क्योंकि टीचिंग ठीक है लेकिन हमारा लक्ष्य छात्रों को सिखाना है तो आप अनुभव शैक्षिक अनुभव कैसे बनाते हैं जो वास्तव में छात्र द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करता है और यह मॉडल मुझे शिक्षा के अवसरों के नए और बेहतर रूपों को विकसित करने में भी मदद कर सकता है यह वही है जो टीचिंग का एक मॉडल मदद करेगा अब टीचिंग मॉडल के फैमिली हैं आपके पास इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग फैमिली पर्सनल फैमिली सोशल इंटरेक्शनडेवलपमेंट फैमिली social interactiondevelopment family और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली है तो कई मॉडल और प्रत्येक फैमिली में फिर से आपके पास कई विशिष्ट मॉडल हैं फिर से यदि आप इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग फैमिली लेते हैं तो मेरे पास सूची नहीं है लेकिन यह 10 15 विभिन्न टीचिंग मॉडल हो सकते हैं और जो हम पर्सनल फैमिली के तहत देखते हैं वह क्या है यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से संबंधित हैI प्राथमिक लक्ष्य छात्र की आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाना हैI और छात्रों को खुद को और अधिक पूरी तरह से समझने में मदद करने के लिए छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने में मदद करता है ये इस फैमिली की व्यापक विशेषताएं हैं और इस फैमिली के भीतर आपके पास ग्लासर के मॉडल ऑफ टीचिंग नामक एक मॉडल है विलियम ग्लासर उन्होंने यह मॉडल दिया है जिसे आज भी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य शामिल हैं किसी को अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखना होगा और छात्रों के प्रवेश व्यवहार को समझना होगा उदाहरण के लिए यदि आप ले रहे हैं यदि आप किसी विशेष पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं तो छात्र आपके पाठ्यक्रम पर आ रहे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं उनके पास ज्ञान का स्तर क्या है जिसे हम मूल रूप से छात्रों का प्रवेश स्तर का व्यवहार कहते हैं यदि प्रवेश स्तर का व्यवहार वह नहीं है जो आप बनना चाहते थे तो वह पाठ्यक्रम जो भी आप प्रदान करते हैं वह निरर्थक हो जाता है क्योंकि छात्र उस और फिर वास्तविक अनुदेशात्मक प्रक्रियाओं और फिर प्रदर्शन मूल्यांकन में सक्षम नहीं होंगे तो क्या होता है ये ग्लासर के मॉडल ऑफ टीचिंग की चार विशेषताएं हैं और जिस तरह का मॉडल हम बाद में निपटने जा रहे हैं जिसे हम ADDIE कहते हैं वह इसके बहुत करीब आता है हालाँकि इस्तेमाल किए गए शब्द कुछ अलग हैं लेकिन यह करीब आता है कि मैं इसे निर्देशात्मक मॉडल में कहूंगा जबकि यह एक टीचिंग मॉडल है लेकिन इस मॉडल की सफलता कौशल के संदर्भ में शिक्षक की योग्यता और क्षमताउद्देश्यों के निर्माण उचित रणनीतियों के उपयोग और मूल्यांकन की तकनीकों पर निर्भर करती है जब तक शिक्षक इस क्षमता को प्राप्त नहीं करता है तब तक कई हैं जो ये हैं आपको उद्देश्यों को ठीक से तैयार करने में सक्षम होना चाहिए और क्या हो सकता है आप समय समय पर इन उद्देश्यों को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं क्योंकि या तो उस विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती है या अनुभव के आधार पर शिक्षक विषय की अपनी समझ रखते हैं मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र एक विशेष तरीके से कुछ और सीखें फिर मैं वापस जाऊंगा और अपने उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करूंगा उद्देश्यों को तैयार करने की क्षमता पहला कौशल है जिसे शिक्षकों को प्राप्त करना चाहिए और फिर सीखने की सुविधा के लिए उचित रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए यह वह जगह है जहाँ आपके पास इसे करने के अंतहीन तरीके हैं ऐसा करने के एक विशेष तरीके की तरह कुछ भी नहीं है इसलिए समय की अवधि में शिक्षक को विभिन्न विकल्पों और विभिन्न प्रकार के निपटान का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए जो कि सबसे अच्छी रणनीति पर आधारित है जो कि उनके छात्रों और विशेष विषय के लिए अनुकूल है और अंत में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह जानना होगा कि छात्रों ने सीखा है या नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं इन सभी सीखने के अनुभवों की योजना बना रहा हूं लेकिन क्या छात्र वास्तव में सीख गया है मुझे यह मापने की आवश्यकता है कि छात्र ने किस हद तक सीखा है और यह वह जगह है जहाँ आपको मूल्यांकन की तकनीकों की आवश्यकता होती है तो क्या होता है एक अच्छा शिक्षक ग्लासर के मॉडल के अनुसार इन तीनों में महारत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए अर्थात् उद्देश्यों का निर्माण और एक उचित रणनीति का चयन करना और फिर पता होना चाहिए कि छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करें या कैसे मापें और अब यहां हम कहेंगे फिर से ये अभ्यास हैं जो वास्तव में असाइनमेंट नहीं हैं अभ्यास केवल शिक्षा और शिक्षण की कई विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो वास्तव में इस स्तर पर उन्हें मास्टर करने के लिए नहीं हैं क्योंकि इनमें महारत हासिल करना उसका लक्ष्य है जैसे आपके पास BEd और M Ed आदि कार्यक्रम हैं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी विशेष विषय के शिक्षक के रूप में इन सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए हालांकि यह आपका ध्यान केंद्रित नहीं है तो आपको अपने स्वयं के कारण बताएं कि आपको उच्च शिक्षा के दर्शनशास्त्र से संबंधित क्यों होना चाहिए आपको क्यों चिंतित होना चाहिए और टीचिंग के एक मॉडल का चयन करें जिस पर आप विचार करते हैं इससे आपको अपने विषय को पढ़ाने की योजना बनाने में मदद मिलेगी जिसके लिए आप वर्तमान में चिंतित हैं जैसा कि मैंने कहा कि दर्जनों और दर्जनों टीचिंग मॉडल हैं क्या आप इस डोमेन को थोड़ा खोज सकते हैं और कह सकते हैं कि टीचिंग का एक मॉडल चुनें जिसे आप अपने पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त मानते हैं और कृपया अपनी पसंद के लिए अधिकतम 500 शब्दों का औचित्य लिखें और इंटरनेट पर भारी मात्रा में साहित्य है साहित्य की कोई कमी नहीं है आपको कोई भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है कभी कभी पुस्तकें नेट पर भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होती हैं उदाहरण के लिए हम सेट करते हैं कि एक टीचिंग मॉडल है जिसे पर्सनल फैमिली कहा जाता है बस पर्सनल फैमिली टीचिंग मॉडल की खोज करें और इसके बारे में संक्षेप में जानें और चुनें कि कौन आपके छात्रों और आपके संस्थान और आपके पाठ्यक्रम के समूह के लिए अधिक उपयुक्त है और अगर ऐसा है तो आप फिर से मेल आईडी पर प्रशिक्षक के साथ अपनी पसंद के औचित्य को साझा कर सकते हैं अब इसके बाद हम अगली इकाई में फिर से अन्य परिचित शब्दों लर्निंग" "एसेसमेंट" और "इंस्ट्रक्शन" के बारे में बताएंगे और फिर हम खुद को समझाने या अच्छे सीखने की सुविधा में एसेसमेंट की केंद्रीयता को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों छात्र और संकाय किसी भी तरह से मानते हैं कि एसेसमेंट एक आवश्यक बुराई है बजाय शिक्षण और सीखने में हम तर्क देने की कोशिश करेंगे और हम यह कहते रहेंगे कि इस पाठ्यक्रम TALG के माध्यम से इसकी केंद्रीयता के बारे में बात करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद